पिछले कुछ सत्रों में हम सीबीपी विश्लेषण बीईपी विश्लेषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसका विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के परिदृश्यों में अनुप्रयोग देख रहे हैं यदि आपको याद हो तो हमने पहले ही कुछ मामले किए हैं जिसमें बीईपी की गणना पीवी अनुपात की गणना फिर सुरक्षा के मार्जिन की गणना न केवल एक उत्पाद के लिए बल्कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिश्रण के लिए भी की है उसके बाद सबसे उपयुक्त उत्पाद मिश्रण को चुनना भी किया है हमने यह भी देखा कि यदि कर्मचारियों को एक भुगतान और उत्पादकता का सौदा पेश किया जाता है तो क्या इसके लिए जाना उचित है इत्यादि आज हम मामलों को जारी रखेंगे और हम तुरंत चौथे मामले के लिए जाएंगे मुझे आशा है कि आपको इस मामले का प्रिंटआउट मिल गया होगा कृपया इसे अपने साथ लाएं यदि आपके पास अभी इसका प्रिंटआउट नहीं है तो तुरंत लाएं और मेरे साथ मामले को सुलझाने का प्रयास करें ताकि आप वास्तव में स्वयं समाधान खोजने का अनुभव प्राप्त करें तो अब प्रश्न 4 केस 4 आयुर फार्मा यह 3 उत्पादों का निर्माण कर रहा है और सभी 3 उत्पाद लाइनों के लिए बिक्री सामग्री श्रम लागत चर ओवरहेड्स फिक्स्ड ओवरहेड्स और इसी तरह की लागतो का विवरण दिया गया है अब कंपनी अपने कच्चे माल का आयात करती है और प्रबंधन उत्पादों की एक पंक्ति को बंद करने और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए अन्य दो पंक्तियों के लिए सामग्री का उपयोग करने की योजना बना रहा है लाभप्रदता ठीक करने के लिए लाइनों में से एक को बंद करने के लिए कृपया एक रिपोर्ट तैयार करें एक साधारण बहुत छोटा मामला अब आप इसके बारे में कैसे जायेंगे तो प्रबंधन शायद उत्पाद लाइनों में से एक को बंद करना चाहता है अस्थायी रूप से यह एक स्थायी बंद नहीं है यह लाभप्रदता में सुधार की उम्मीद में उत्पादों में से एक को अस्थायी रूप से बंद करने का मामला है अब कैसे जाना है सबसे पहले मूल गणना करें बिक्री और सभी लागत डेटा लेने की कोशिश करें और वर्तमान डेटा के आधार पर प्रत्येक उत्पाद लाइनों के लिए लाभ की गणना करें और फिर तय करें कि कौन सी उत्पाद लाइन बंद हो सकती है तो यह वर्तमान डेटा है कृपया तीन शीट XYZ 3 उत्पाद लाइन और कुल बनाएं और फिर हमें तय करना होगा सबसे पहले हम लाभ की गणना करेंगे अब निर्णय लेने के लिए हमें कुछ मूल चीजों की भी गणना करनी चाहिए जैसे पीवी अनुपात योगदान इत्यादि मैं आपको लागत को चर और निश्चित में विभाजित करने की सलाह दूंगा इस प्रकार हम योगदान को जान पाएंगे और योगदान के आधार पर हम पीवी अनुपात की गणना भी कर पाएंगे अब तीन कॉलम बनाएं और एक एक करके वर्तमान डेटा के आधार पर लाभप्रदता की गणना दिखाना शुरू करें तो आप जानते हैं कि प्रत्यक्ष लागते परिवर्तनीय लागते होती हैं तो डीएम डीएल जो कि प्रत्यक्ष सामग्री है प्रत्यक्ष श्रम और चर ओवरहेड्स है उन्हें परिवर्तनीय लागत के रूप में माना जाता है इसलिए सभी तीन उत्पादों के लिए कृपया पहले परिवर्तनीय लागत पर ध्यान दें फिर परिवर्तनीय लागतों का कुल लाभ निकालें और योगदान की गणना करने का प्रयास करें कृपया इसे मेरे साथ करें इसलिए उत्पाद X के लिए परिवर्तनीय लागत 140 है 200000 बिक्री माइनस 140 आपको 60000 का योगदान देता है इसी तरह Y के लिए कुल 190 और योगदान 210 और Z के लिए योगदान 75 है अब इन 3 से निश्चित लागते भी निकाली जाती हैं निश्चित लागतो को कम करने की कोशिश करें और सभी तीन उत्पादों के लिए लाभप्रदता की गणना करें इसलिए यह 3 उत्पादों X Y Z के लिए 25 160 और 50 है अब सवाल यह है कि यदि उत्पाद लाइनों में से किसी एक को अस्थायी रूप से बंद करना है तो कौन सी उत्पाद लाइन बंद होनी चाहिए तो आपका क्या सुझाव है क्या हम X को बंद करेंगे क्योंकि X में सबसे कम लाभप्रदता है और अगर आप देखें तो X की बिक्री भी सबसे कम है तो क्या बिक्री के आधार पर या लाभ के आधार पर X को बंद करना बेहतर है या कुछ और भी है आइए हम पीवी अनुपात की गणना करने का प्रयास करें तो आप सूत्र जानते हो क्या आपको याद है कि यह योगदान भागे बिक्री है अब लिखिए यह 03 525 और 03 है यदि आप पूर्ण रूप से योगदान से भी जाते हैं तो आप पाएंगे कि X का 60 Y का 10 और Z का 75 है और X और Z दोनों का पीवी अनुपात समान है और Y बेहतर लाभ देता है यदि आप सापेक्ष रूप से देखें तो अब आपकी क्या राय है क्या हमें X को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वैसे भी पीवी अनुपात X और Z के लिए समान है या कोई और गणना जिसे आप करना चाहते हैं मुझे लगता है कि एक और बात जो आप कर सकते हैं वह है समविच्छेद बिंदु की गणना सूत्र क्या है सम विच्छेद बिंदु में हम निश्चित लागत वसूल करना चाहते हैं आप निश्चित लागतों जानते हैं तो निश्चित लागते लीजिए और बीईपी की गणना के लिए उसे विभाजित कीजिए बीईपी के लिए सूत्र क्या है यदि आपको याद है एक सूत्र निश्चित लागत भागे प्रति इकाई योगदान हैं लेकिन कहीं भी इकाइयों की संख्या नहीं दी गई है उस सूत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि इकाइयों की संख्या ज्ञात नहीं है या शायद यह एक सजातीय उत्पादन नहीं है लेकिन हम पीवी अनुपात जानते हैं तो एक अन्य सूत्र निश्चित लागत भागे पीवी अनुपात है तो उस सूत्र का उपयोग करके हम बीईपी की गणना करने का प्रयास करते हैं तो सम विच्छेद बिंदु 116 95 और 833 है इसलिए सम विच्छेद बिंदु के आधार पर कौन सा उत्पाद सबसे खराब है मुझे लगता है कि फिर से X है क्योंकि उच्च बीईपी उचित नहीं है X में उच्च बीईपी है तो X बंद होने के लिए एक उचित उम्मीदवार प्रतीत होता है क्या आप सहमत हैं आइए हम समस्या पर वापस जाएं और इसे ध्यान से पढ़ें यह बहुत छोटा मामला है अब क्या हो रहा है कंपनी अपना कच्चा माल आयात कर रही है और प्रबंधन लाइनों में से एक को बंद करना चाहता है अन्य दो लाइनों के लिए सामग्री का उपयोग करने के लिए एक लाइन बंद करने का उद्देश्य क्या है इसका मतलब है कि आयातितकच्चे माल की आपूर्ति कम है वे कच्चे माल का बेहतर तरीके से उपयोग करना चाहते हैं इसलिए कम लाभदायक उत्पाद के लिए इसका उपयोग करने के बजाय इसे अधिक लाभदायक उत्पाद के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है अब इनबातों के आधार पर आप क्या देखते हैं निर्णय लेने के लिए क्या मानदंड होंगे तीन उत्पादों को श्रेणीबद्ध करने के लिए के हमकई बार गणना करेंगे हमारी श्रेणी प्रति इकाई योगदान पर निर्भर करती है यहाँ ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि हमें संख्या की जानकारी नहीं है इसके बजाय हम पीवी अनुपात या लाभप्रदता पर या बीईपी के आधार पर श्रेणी बना सकते हैं लेकिन इस मामले में इनमें से कोई भी उपयोगी नहीं है क्योंकि पूरा ध्यान कच्चे माल के उपयोग पर केंद्रित है तो हमें उस उत्पाद को ढूंढना चाहिए जहां हमारे कच्चे माल का उपयोग अधिक कुशल या अधिक लाभदायक है इसका मतलब है चूंकि आप सभी जानते हैं कि निश्चित लागत बदलने वाली नहीं है यह निर्णय लेने के लायक नहीं है इसलिए हमारा निर्णय योगदान पर आधारित होगा लेकिन 60 210 और 75 का पूर्ण योगदान भी बहुत काम का नहीं है क्योंकियोगदान कच्चे माल के उपयोग से उत्पन्न हो रहा है और हमारा मुख्य उद्देश्य कच्चे माल का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करना है इसलिए हम कच्चे माल की खपत के प्रति रुपए के योगदान की गणना करेंगे यही कारण है कि हम खपत होने वाले कच्चे माल की प्रति इकाई योगदान इस सूत्र की गणना करते हैं तो यह 9 भागे 5 होगा समझे तो आइए हम इसे X के लिए गणना करते हैं यह 06 है Y का काफी बेहतर 14 है और Z के लिए फिर सेयह 06 है इसलिए यदि आप इसके आधार पर श्रेणी बनाते हैं तो हमारी श्रेणी 2 1 और 2 होगी क्योंकि फिर से यह स्पष्ट है कि X और Z दोनों का उपभोग किया जाने वाला प्रत्यक्ष माल का योगदान समान हैयही कारण है कि उनकी श्रेणी 2 है Y बहुत बेहतर है तो बहुत स्पष्ट रूप से हमें इसे बंद क्यों नहीं कर देना चाहिए X और Z के बीच हम बंद करने के लिए पहले किसे देखेंगे कम लाभ की वजह से क्या X को बंद करना बेहतर है तो आपको एहसास होगा कि Yसबसे अच्छा उत्पाद है और सबसे अच्छा उत्पाद बंद नहीं होना चाहिए X और Z के बीच में ज्यादा पसंदीदा कौन है क्या हम X को बंद करेंगे क्योंकि इसका लाभ कम है वास्तव में यह भ्रामक होगा क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य कच्चे माल को जारी करना और अधिक लाभदायक उत्पाद के लिए उपयोग करना है अधिक लाभदायक उत्पाद Y है तो आइए देखें कि X और Z के बीच कौन सा उत्पाद अधिक कच्चे माल का उपयोग कर रहा है आपको पता चलेगा कि Z अधिक कच्चे माल का उपयोग कर रहा है इसका मतलब है Z को बंद करने से हम 1 25000 कच्चे माल छोड़ सकते हैं जिन्हें Y में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और अधिक लाभकारी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है यही कारण है किसलाह यह है कि Z को बंदकर देना बेहतर है क्या आप सभी सहमत हैं अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया है क्या यह अधिक लाभप्रदता देता है यदि हाँ तो कितना अधिक अब तक इन तीनों उत्पादों के उपयोग से कुल लाभ 2 35000 है अब हमारी सलाह के अनुसार हम Y कोमाफ कीजिएगा Z को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और Z से 1 25 000 रुपये का कच्चा माल आएगा जिसका उपयोग Y के लिए किया जाएगा इसका मतलब है कि जहां तक कच्चे माल का संबंध है Z के लिए कच्चे माल 125 से कम होगा और Y में 125 से कच्चे माल की वृद्धि होगी 1 25 000 से अब कितना अतिरिक्त योगदान उत्पन्न होगा सूत्र से हम यह जानते हैं कि खपत होने वाले कच्चे माल की प्रति इकाई का योगदान 06 है लेकिन Y के लिए यह 14 है इसका मतलब है कि वही 1 25 000 Z में 75 का योगदान उत्पन्न कर रहा था वही अब आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री का 14 गुना होगा इसलिए Z से योगदान में कमी 75 होगी जबकि Y से आप 75 कैसे प्राप्त करेंगे 1 25 000 गुना 06 लेकिन यदि आप उसी कच्चे माल को Y में स्थानांतरित करते हैं तो अतिरिक्त कच्चे माल का उत्पन्न हुआ योगदान 125 गुना 14 अर्थात 1 75 000 का अतिरिक्त योगदान उत्पन्न होता है लेकिन 75 का योगदान खो जाता है तो 1 00000 का वृद्धिशील योगदान है क्या आप मुझे समझ रहे हैं मुझे आशा है कि आपको यह स्पष्ट हो रहा है तो किसी भी गणना की कोई अन्य आवश्यकता नहीं है इसलिए क्या हो रहा है हम एक बिंदु आगे जाएंगे और हम गणना को भी पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे हमने यहां जो किया वह भी सही था लेकिन यह एक शॉर्टकट था जो बताता है कि योगदान 100000 तक बढ़ जाएगा क्योंकि लागत अपरिवर्तित है तो लाभ भी 100000 से बढ़ जाएगा इसलिए लाभ 235 से 335 हो जाएगा लेकिन मैं आपको पूरी गणना भी दिखाऊंगा कृपया इसे मेरे साथ करें एक बार फिर से लाभ विवरण पर आते हैं X और Z और Y की नई बिक्री की गणना करें Y में नई बिक्री का कोई सवाल नहीं है क्योंकि अब Y माफ कीजिएगा Z के लिए बिक्री पूरी तरह से बंद है Y के लिए नई बिक्री कितनी होगी नई बिक्री 733333 होगी आप इसकी गणना कैसे कर सकते हैं क्योंकि पहले आप 275 की अनुमति दे रहे थे अब आपको Y के लिए कुछ अतिरिक्त कच्चा माल मिल रहा है और उनके पास पर्याप्त क्षमता हैं तो यह Y का 1833 गुना अधिक उत्पादन है जो संभव है जो कि 275 से 150 का अनुपात है मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ रहे हैं यदि आपको यह स्पष्ट नहीं हो रहा है तो मैं एक बार फिर दिखाऊंगा आपदेखिए कि Y के लिए कच्चे माल की खपत केवल 1 50000 थी अब उन्हें 125 का अतिरिक्त कच्चा माल मिल रहा है इसका मतलब है नए कच्चे माल की खपत 275 होगी 275 भागे 150 उत्पादन का नया स्तर होगा आप जानते हैं कि कच्चा माल एक परिवर्तनीय लागत है कच्चे माल में कोई भी वृद्धि अन्य परिवर्तनीय लागत में समान वृद्धि और बिक्री में भी समान वृद्धि देती है यही कारण है कि यह Y की क्षमता में 183333 गुना वृद्धि है अब मैं वापस जाऊंगा Y में प्रत्येक लागत में भी 183 गुना वृद्धि होगी कच्चा माल की मुझे लगता है कि हमें गणना करने की आवश्यकता नहीं है कि हम पहले से ही जानते थे कि यह 150 प्लस 125 है लेकिन फिर भी हमने इसे दोबारा जांचा है यह 275 प्रत्यक्ष श्रम बन जाता है और चर ओवरहेड की पुनर्गणना होती है तो अब नए परिवर्तनीय लागत की गणना करें नई परिवर्तनीय लागत का कुल 348333 है अब 733333 माइनस 348333 नया योगदान होगा जो 385000 है आप केवल पुराने योगदान की तुलना कर सकते हैं जो 210 था इसलिए बेहतर उपयोग के कारण हमने योगदान को काफी हद तक बढ़ा दिया है माफ कीजिएगा हमने इसे 210 से बढ़ाकर 385 कर दिया है यह उत्पादित अतिरिक्त योगदान है अब हम X के लिए चलते हैं इसमें कोई बदलाव नहीं होगा यह पहले की तरह दोहराया जाएगा Y के बारे में क्या Y में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा कोई परिवर्तन ना होने का अर्थ है कि यह अब 0 हो गया है पहले Y में कुछ उत्पादन हुआ था अब Y का उत्पादन माफ कीजिएगा Z का उत्पादन 0 हो गया है लेकिन यह ध्यान में रखें कि Z की निश्चित लागत दूर नहीं जाएगी क्योंकि यह एक स्थायी बंद नहीं है यह Z का एक अस्थायी समापन है जो हम उसकी मशीनरी या मशीनरी वगैरह के रखरखाव बंद नहीं करेंगे इसलिए हम निश्चित लागतों के साथ जारी रखेंगे अब नए लाभ की गणना करेंगे X के लिए नया लाभ अपरिवर्तित है Y के लिए लाभ में पर्याप्त वृद्धि हुई है आप यहां देख सकते हैं कि यह 160 था अब यह 335 हो गया है Z के लिए 25 का नुकसान हुआ है क्योंकि इसकी निश्चित लागत जारी है लेकिन बिक्री और परिवर्तनीय लागत 0 हो गई है तो अब आप कुल लाभ ले सकते हैं जो अब ३३५ हो जाता है पहले यह २३५ था हम पहले से ही यह गणना कर चुके हैं कि लाभ में १००००० की वृद्धि होगी आप निश्चित रूप से क्रॉस चेकिंग प्रयोजनों के लिए सभी योग अपना सकते हैं यदि आप योग लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि नया योगदान 445 निर्धारित लागत अपरिवर्तित है तो लाभ 335 है नया पीवी अनुपात और बीईपी क्या होगा संशोधित पीवी अनुपात और बीईपी की गणना करें जब तक पीवी अनुपात में नहीं बदलता है वास्तव में P की वजह से पीवी अनुपात की दुबारा गणना करनी होती है क्योंकि X और Y के लिए पीवी अनुपात जो भी हां वह चलता जाएगा Z का उत्पादन हमने बंद किया है लेकिन X एंड Y का फिर से हो रहा है सिर्फ ऑपरेशन के स्तर को बदलकर पीवी अनुपात नहीं बदलता है न तो इससे बीईपी बदलता है तोसम विच्छेद बिंदु भी बदलने वाला नहीं है हुआ क्या है कि हमने Y की क्षमता का उपयोग बढ़ा दिया है Z को घटा दिया है और आप देख सकते हैं कि लाभ में 235 से 335 तक की पर्याप्त वृद्धि हुई है यह भी एक उत्पाद मिश्रित समस्या है जहां हमने उत्पाद मिश्रण में सुधार किया है अब क्या आपके पास कोई अन्य बुद्धिमान सुझाव देने के लिए है क्योंकि इस मामले में सिर्फ यह पूछा गया था कि लाभप्रदता में सुधार के लिए उत्पाद लाइनों में से एक को बंद करने के लिए रिपोर्ट तैयार करें तो यह समाधान सही है हमारी राय में Z को बंद कर दिया गया है और लाभप्रदता 335 तक संशोधित हो गई है क्या कोई अन्य सुझाव आप देना चाहते हैं मुझे लगता है कि आप सुझाव दे सकते हैं कि कंपनी साथ साथ Xउत्पाद को भी बंद कर सकती है क्योंकि उत्पाद X भी केवल 06 प्रति कच्चे माल की खपत के रूप में योगदान देता है जबकि Y बहुत अधिक लाभदायक है यह 14 है इसलिए यदि आप यह 100000 का कच्चा माल जारी करते हैं और 08 से बेहतर उपयोग करते हैं तो वास्तव में यह लाभप्रदता को 80 000 तक और बढ़ा देगा हालांकि यह सिर्फ बेहतर समझ के लिए नहीं पूछा गया है आप आगे टिप्पणी कर सकते हैं कि X को बंद करने और उस कच्चे माल का Yमें स्थानांतरण करने से मुनाफे में और सुधार होगा बेशक हमें यह विचार करना होगा कि क्या Y की पर्याप्त मांग है क्योंकि अब हम Y की बिक्री को बढ़ा रहे हैं इसके लिए मांग होनी चाहिए दूसरी बात कंपनी शायद 2 उत्पादों को बंद नहीं करना चाहती क्योंकि तब कंपनियां केवल एक उत्पाद पर निर्भर हो जाती हैं अभी उनके पास तीन उत्पाद हैं और उन्होंने पहले से ही Z को बंद करने का फैसला किया है अगर वे X को भी बंद कर देते हैं तो वे केवल एक उत्पाद Y पर निर्भर हो जाते हैं इसलिए कंपनी के जोखिम में वृद्धि होती है ये निश्चित तौर पर गुणात्मक मुद्दे हैं जहां तक इस मामले की बात है तो Z को बंद करना और Y को हस्तांतरित करना पर्याप्त है आगे अन्य बातों का ध्यान रखते हुए X को बंद करने और Y को स्थानांतरित करने की संभावना है कोई अन्य सुझाव जिसे आप बताना चाहते हैं Z को स्थाई रूप से बंद कर देने की संभावना भी है क्योंकि इससे लागत में 25000 की कमी आएगी लेकिन कंपनी को यह जांचना होगा कि दीर्घकालिक ग्राहकों का क्या होगा जो हमसे Z खरीद रहे थे क्या इससे समग्र बाजार में हमारी हिस्सेदारी कम हो जाएगी क्या Z को बंद करने में एक जोखिम शामिल है इन सभी गुणात्मक कारकों को स्थायी रूप से बंद करने का का निर्णय लेने से पहले कंपनी को विचार करना होगा जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि सीमांत लागत या सीवीपी की तकनीक मुख्य रूप से अल्पकालिक निर्णयों के लिए उपयोगी है हालांकि वे कुछ अतिरिक्त अध्ययन के आधार पर कुछ अतिरिक्त बाजार अनुसंधान के आधार पर आपको दीर्घकालिक निर्णय लेने के लिए कुछ संकेत दे सकते हैं कंपनी इन संकेतों के आधार पर दीर्घकालिक निर्णय के लिए जा सकती है और नहीं भी जा सकती है इसलिए हमारे पहले के एक मामले में हमने उत्पाद मिश्रण के बारे में चर्चा की है अयूर फार्मा का यह विशेष मामला भी एक उत्पाद मिश्रण का मामला ही है जहां हम उत्पाद मिश्रण में सुधार कर रहे हैं लेकिन इसकी एक और अनूठी विशेषता है कि कच्चा माल उत्पादन के लिए एक आवश्यक वस्तु जो कि कच्चा माल है उसकी आपूर्ति कम है यही कारण है कि सभी निर्णय कच्चे माल के बेहतर उपयोग के आसपास घूमते हैं ऐसे परिदृश्य में कच्चे माल को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है या कभी कभी इसे प्रमुख बजटीय कारक कहा जाता है इसलिए हम अब जिन कार्यों पर चर्चा कर रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं आम तौर पर केवल एक कारक कम आपूर्ति में होता है जिसे मुख्य कारक कहा जाता है कभी कभी इसे सीमित कारक या प्रमुखबजटीय कारक कहा जाता है इसलिए निर्णय मुख्य रूप से मुख्य कारक के आधार पर लिया जाएगा मान लीजिए यदि कोई विशेष कारक दिया गया है तो कृपया इसे ध्यान में रखें इसके साथ यहां रुकेंगे नमस्ते धन्यवाद